इस क्लास में हम एक उदाहरण देखेंगे जहां हमारे पास असमान संख्या में काम और लोग हैं तो आइए इस उदाहरण को देखें जहां हमने काम का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंक्तियों का उपयोग किया है और लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कॉलम का उपयोग किया है तो यहां हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां चार काम हैं लेकिन तीन लोग हैं अब हम असाइनमेंट की समस्या को कैसे हल करते हैं क्या हम असाइनमेंट की समस्या को हल कर सकते हैं अब इस मामले में हम कहेंगे कि प्रत्येक काम केवल एक व्यक्ति के पास जाएगा यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि असमान संख्या में काम और लोग हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही काम मिल सकता है क्योंकि तीन लोग हैं और हम अब उन 4 काम में से तीन का चयन करते हैं जो तीन लोगों को दीया जाना हैं तो जिसका मतलब है कि एक काम किसी के पास नहीं जा रहा है अब कौन सा काम किसी के पास नहीं जा रहा है कौन से तीन जा रहे है इस तरह की लागत को कम किया जा सके यह नई असाइनमेंट समस्या है ऐसी स्थिति में जहां असमान संख्या में काम और लोग हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हर समय काम और लोग हो यह आवश्यक नहीं है यह काम और मशीनें हो सकती हैं यह छात्र और परियोजनाएं आदि हो सकते हैं क्या कंपनियां और परियोजनाएं कंपनियां और कार्य हो सकते हैं यह कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां इन दोनों की असमान संख्या है पहली चीज हम चौथे व्यक्ति को बनाकर इसकी समान संख्या बनाते हैं एक काल्पनिक चौथा व्यक्ति जो इनमें से प्रत्येक कार्य को करने के लिए 0 चार्ज करने वाला है तो यह 4 x 3 समस्या चार काम तीन व्यक्ति समस्या को अब एक चार काम चार व्यक्ति समस्या बना दिया गया है एक डमी कॉलम जोड़कर और डमी कॉलम में लागत 0 है जिसका अर्थ है चौथा व्यक्ति जो एक काल्पनिक व्यक्ति है हर काम करने के लिए 0 चार्ज करेगा अब हम पंक्ति को न्यूनतम और कॉलम को न्यूनतम से घटाते हैं तो हम पंक्ति न्यूनतम को घटाते हैं सभी पंक्तियों के लिए पंक्ति न्यूनतम 0 है क्योंकि अब प्रत्येक पंक्ति में पहले से ही 0 है तो हम केवल कॉलम न्यूनतम करते हैं इस घटाव को करने के लिए पहले कॉलम में कॉलम न्यूनतम यहां है तो यह 2 0 3 1 हो जाता है दूसरे कॉलम में कॉलम न्यूनतम यहां तो 1 0 5 1 हो जाता है तीसरे कॉलम में न्यूनतम यहाँ है तो 0 1 7 और 4 हो जाता है बेशक चौथे कॉलम में सभी 0 हैं तो कॉलम घटाव के बाद यह कम या घटा हुआ मैट्रिक्स है हम पंक्ति घटाव नहीं करते हैं क्योंकि प्रत्येक पंक्ति के लिए पंक्ति न्यूनतम पहले से ही 0 है अब हम इस 4 x 4 मैट्रिक्स के साथ असाइनमेंट करना शुरू करते हैं तो यह मैट्रिक्स है तो पहली पंक्ति में दो 0 हैं इसलिए हम असाइनमेंट नहीं करते हैं दूसरी पंक्ति में तीन 0 है इसलिए हम असाइनमेंट नहीं करते हैं तीसरी पंक्ति में केवल एक 0 है हम असाइनमेंट करते हैं और फिर हम इस 0 को क्रॉस करते हैं यह जाता है और यह जाता है क्योंकि एक असाइनमेंट पहले से ही चौथे कॉलम में किया गया है तो अन्य सभी 0 चले जाते हैं अब हम चौथी पंक्ति को देखते हैं कोई असाइन करने योग्य 0 नहीं है अब हम पहले कॉलम को देखते हैं तो पहला कॉलम हमने पहले ही अपना पहला असाइनमेंट यहाँ कर लिया था पहले कॉलम में केवल एक असाइन करने योग्य 0 है इसलिए हम यहां असाइनमेंट करते हैं और फिर यह 0 जाएगा तो यह 0 जाएगा अब दूसरे कॉलम में असाइन करने योग्य 0 नहीं है तीसरे कॉलम में केवल एक 0 है इसलिए हम यहां एक असाइनमेंट करेंगे ऐसा करने के लिए हम फिर से इन सभी असाइनमेंट को बॉक्स में रखते हैं यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह हमारा दूसरा असाइनमेंट था और यह हमारा तीसरा असाइनमेंट है अब सभी 0 को या तो असाइन कर दिया गया है या क्रॉस कर दिया गया है लेकिन अब हमारे पास चार में से केवल तीन असाइनमेंट हैं इसलिए हम टिकिंग और लाइन ड्राइंग प्रक्रिया करेंगे तो हम ऐसा करते हैं अनटिक पंक्ति पर टिक करेंगे तो चौथी पंक्ति में असाइनमेंट नहीं है अनअसाइन पंक्ति को टिक करेंगे यदि कोई 0 है तो उस कॉलम पर टिक करेंगे तो चौथे कॉलम पर टिक करेंगे यदि कोई असाइनमेंट है तो उस पंक्ति को टिक करेंगे तीसरी पंक्ति को टिक करेंगे अधिक टिक करना संभव है अनटिक पंक्तियों और टिक कॉलम के माध्यम से एक रेखा खींचेंगे तो ये दो अनटिक पंक्तियाँ हैं और टिक वाला कॉलम है तीन रेखाएँ तीन असाइनमेंट को दर्शाती हैं और सभी 0 लाइनों द्वारा कवर किए गए हैं तो अनकवर तत्व का न्यूनतम एक है जो यहां है जो यहां है तो थीटा θ एक है और अब इन दो इंटरसेक्शन तत्वों में θ जोड़कर इस मैट्रिक्स को रीडू करेंगे अनकवर तत्वों से θ को घटाएंगे और बाकी को वैसे ही रखेंगे तो हम नए मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए ऐसा करेंगे अब यह 2 1 0 रहेगा यह 0 एक हो जाएगा θ जोड़ दिया जाएगा 0 0 0 रहता है यह 0 एक हो जाएगा θ जोड़ दिया जाएगा 2 4 6 0 2 4 6 0 0 0 3 0 तो यह घटा हुआ मैट्रिक्स है अब इस कम की गई मैट्रिक्स में असाइनमेंट करना शुरू करेंगे तो एक बार फिर पहली पंक्ति में केवल एक 0 है तो अब असाइनमेंट करेंगे दूसरी पंक्ति में दो 0 हैं इसलिए हम इसे अस्थायी रूप से छोड़ देंगे तीसरी पंक्ति में केवल एक 0 है हम एक असाइनमेंट करेंगे यह 0 जाता है चौथी पंक्ति में दो 0 हैं असाइनमेंट नहीं करेंगे पहले कॉलम में फिर से दो 0 हैं तो असाइनमेंट नहीं करेंगे दूसरे कॉलम में दो 0 हैं असाइनमेंट नहीं करेंगे कोई और असाइनमेंट संभव नहीं है हम टाई स्थिति में पहुंच गए हैं या हम वैकल्पिक ऑप्टिमा स्थिति तक पहुंच गए हैं इसलिए तो टाई को मनमाने ढंग से तोड़ना होगा और हम ऐसा करेंगे तो फिर से असाइनमेंट्स को चिह्नित करने के लिए यह हमारा पहला असाइनमेंट था यह हमारा दूसरा असाइनमेंट था मान लें कि हम ऐसा करने के लिए इसे मनमाने ढंग से तोड़ते हैं तो यह और ये दोनों चले जाते हैं और यह हमारा चौथा असाइनमेंट बन जाता है अब कुल लागत इन के अनुरूप या संगत होगी इस असाइनमेंट के लिए लागत चार है इसके करेस्पॉन्ड लागत छह है तीसरे के करेस्पॉन्ड लागत 0 है चौथे के करेस्पॉन्ड लागत छह है तो लागत 4 6 10 0 6 16 है यदि हमने इसे 6 6 प्राप्त करने के बजाय मनमाने तरीके से तोड़ा होता तो हमें 7 5 मिलता जो हमें 12 के समान लागत लेकिन एक वैकल्पिक इष्टतम समाधान देता अब इससे हम यह भी समझते हैं कि चूंकि अब यह हमारी डमी काल्पनिक थी चौथा काल्पनिक था तो डमी अब काम नंबर तीन को सौंपा गया है तो काम नंबर तीन काल्पनिक पोजीशन में जाता है इसलिए काम नंबर तीन किसी के पास नहीं जाता है अन्य तीन काम तीन व्यक्तियों के पास जाते हैं जो यह यह और यह या यह यह और यह हो सकते है तो जब आपके पास काम और लोगों की असमान संख्या हो यदि आपके पास लोगों की तुलना में अधिक काम हैं तो अंत में कुछ काम किसी को नहीं दिए जाएंगे अगर आपके पास काम से ज्यादा लोग हैं तो कुछ लोगों को काम नहीं मिलेगा अब जब आपके पास असमान संख्या में काम और लोग या कोई दो इकाइयाँ हों तो आपको सबसे पहले संबंधित डमीज़ dummy's को जोड़कर उन्हें समान बनाना होगा एक चार पंक्ति तीन व्यक्ति या चार काम तीन व्यक्ति समस्या मे अब एक चौथा व्यक्ति होगा जो एक कॉलम है अगर मेरे पास तीन काम और चार व्यक्ति होते तो एक डमी पंक्ति होती कभी कभी एक से अधिक होने पर डमी पंक्ति या डमी कॉलम 0 के बराबर लागत होगी और तब तक असाइनमेंट समस्या को हल करेंगे जब तक कि आप इष्टतम समाधान प्राप्त नहीं करते और अंत में इसके आधार पर एक दूसरे से अधिक था महसूस करे कि क्या काम किसी के पास नहीं जा रहा है या एक व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार असाइनमेंट समस्या का समाधान करते हैं जब आपके पास असमान संख्या में काम और लोग या इन दोनों कार्यों की एक असमान संख्या होती है अब हमने वास्तव में चार उदाहरणों पर विचार करके असाइनमेंट समस्या समाधान देखा है पहला सीधा सामान्य उदाहरण था जहां पंक्ति न्यूनतम कॉलम न्यूनतम घटाव ने हमें एक व्यवहार्य समाधान दिया और इष्टतम था दूसरे उदाहरण में पहली पंक्ति न्यूनतम कॉलम न्यूनतम ने हमें संभव समाधान नहीं दिया तो हमने उसके माध्यम से टिकिंग और लाइन ड्राइंग प्रक्रिया सीखी तीसरे उदाहरण मे हमें ऐसी स्थिति मिली जहां हम असाइनमेंट्स 0 करने में सक्षम नहीं थे तो हमें मनमाने ढंग से असाइनमेंट करना था जिससे वैकल्पिक इष्टतम समाधान हो सके चौथा उदाहरण है जहां हमारे पास असमान संख्या में काम और लोग थे और हमने इसे हल किया तो इन सभी में हमने एल्गोरिदम का उपयोग किया है जिसमें बड़े पैमाने पर जोड़ और घटाव शामिल हैं और हमने एल्गोरिदम का उपयोग किया है जो मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर काम करते हैं यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जहां सभी गुणांक नॉन नेगेटिव हैं अगर मैं केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करता हूं अगर मुझे एक व्यवहार्य समाधान मिलता है तो यह इष्टतम है जिस तरह से मैं 0 पोजीशन प्राप्त करता हूं या पंक्ति न्यूनतम और कॉलम न्यूनतम घटाने के आधार पर इस आधार पर कि समाधान नहीं बदलेगा एकमात्र स्थान जहां ऐसा लगता है जैसे हम विचलित थे जब हमने उन पंक्तियों को खींचा और फिर हमने कुछ स्थानों पर कुछ जोड़ा हमने कुछ घटाया और हमने कुछ समान रखा और कहा कि नए मैट्रिक्स का समाधान पुराने मैट्रिक्स के समान है और हमें यह देखना होगा कि ऐसा कैसे होता है हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम रैखिक प्रोग्रामिंग के कुछ विचारों का उपयोग करने जा रहे हैं क्या हम असाइनमेंट समस्या को हल करने के लिए डुअल के विचारों का उपयोग करने जा रहे हैं हालांकि इस समय जो हमें प्रतीत होता है वह सीधे रैखिक प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं लगता है अब हम वापस जाकर इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे असाइनमेंट समस्या के फॉर्मूलेशन पर और फिर इसके डुअल को लिखकर फिर से गौर करेंगे तो चलिए हम यह करते हैं तो चलिए हम असाइनमेंट समस्या के लिए डुअल लिखते हैं तो पहले हम प्राइमल लिखेंगे जो कि Xij 1 है यदि i काम j व्यक्ति को असाइन किया जाता है और यह 0 के बराबर है तो हम कहेंगे कि इस बिंदु पर असाइनमेंट समस्या के लिए डिसीजन वेरिएबल एक बायनरी डिसीजन है जो 1 के बराबर है या 0 के बराबर है यह कंटीन्यूअस वेरिएबल नहीं है उद्देश्य कुल लागत को कम करना है तो समड ओवर काम समड ओवर व्यक्ति ∑i∑j Cij Xij दिए गए हैं अब प्रत्येक काम के लिए कंस्ट्रेंट Xij 1 है प्रत्येक व्यक्ति j समड ओवर i है तो प्रत्येक j व्यक्ति को n कामों में से एक काम मिलेगा कंस्ट्रेंट का दूसरा सेट कहता है कि प्रत्येक काम केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा तो कंस्ट्रेंट के दो महत्वपूर्ण सेट प्रत्येक में n कंस्ट्रेंट हैं यदि असाइनमेंट समस्या है n काम और n लोग n स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल अर्थात वर्ग निर्णय चर हैं क्योंकि Xij i 1 से n j 1 से n N स्क्वायर डिसीजन वेरिएबल हैं n n से n कंस्ट्रेंट हैं इस स्क्वायर वर्ग या सोलह वेरिएबल में से केवल चार वेरिएबल ही समाधान होंगे केवल चार वेरिएबल एक लेंगे और ये चार वेरिएबल ऐसे होंगे कि हर पंक्ति में एक वेरिएबल और हर कॉलम में एक वेरिएबल होंगे n फैक्टोरियल संभव समाधान हैं और हम n फैक्टोरियल संभव समाधान में से सबसे अच्छा पता लगाना चाहते हैं अब हम कहते हैं कि यह एक बायनरी समस्या है तो इसे रैखिक प्रोग्रामिंग से संबंधित करने के लिए हम अब इसे एक कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब सतत चर में बदल देंगे हम मानेंगे कि Xij ≥ 0 है क्योंकि जब हमने वास्तव में असाइनमेंट की समस्या को हल किया था हमने जो तरीका देखा उसे हंगेरियन एल्गोरिथम कहा जाता है तो जब हम हंगेरियन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें बाइनरी असाइनमेंट मिलते हैं तो हम परिवहन की तरह धारणा करेंगे कि LP के रूप में असाइनमेंट की समस्या को हल करने से हमें बायनरी समाधान मिलेगा जो हमें 1 या 0 देगा मैंने यूनीमॉड्यूलर प्रॉपर्टी मतलब असमानता वाली विशेषता को उभारा नहीं है हालांकि मैंने इसका उल्लेख तब किया जब हमने परिवहन को देखा यही बात असाइनमेंट के साथ सही है तो यदि हम इसे LP के रूप में हल करते हैं तो भी आपको बायनरी वैल्यू मिलेगी आपको 0 या 1 मिलेगा तो हम इस वैरिएबल को अब बाइनरी वैरिएबल से की जगह कंटीन्यूअस वैरिएबल मानते हैं अब जिस क्षण हम इसे एक कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब सतत चर के रूप में मानते हैं यह एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या बन जाता है उद्देश्य फ़ंक्शन रैखिक होता है कंस्ट्रेंटस रैखिक होते हैं वेरिएबल कंटीन्यूअस या निरंतर होते हैं और वेरिएबल पर एक स्पष्ट नॉन नेगेटिविटी या गैर नकारात्मकता प्रतिबंध होता है तो हम अब डुअल लिख सकते हैं अब जब हम डुअल लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ n स्क्वायर वेरिएबल square variableवर्ग चर हैं यहाँ n स्क्वायर वेरिएबल वर्ग चर हैं यहां n कंस्ट्रेंटस हैं यहां और अन्य n कंस्ट्रेंटस हैं अब ये n कंस्ट्रेंटस हम n डुअल वेरिएबल को परिभाषित करते हैं जिन्हें ui कहा जाता है और फिर हम दूसरे n वेरिएबल को भी परिभाषित करते हैं जो कि vj हैं तो यहां n ui जो u1 से un है v1 से vn vj हैं जितने प्राइमल कंस्ट्रेंट होंगे उतने ही डुअल वेरिएबल होंगे तो यहां n ui हैं और n vj हैं अब डुअल का उद्देश्य फंक्शन एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या अधिकतम समस्या है क्योंकि प्राइमल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम या न्यूनतम समस्या है डुअल एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अधिकतम समस्या है उद्देश्य फंक्शन प्राइमल के दाहिने हाथ की ओर होता है तो ∑ui ∑vj को अधिकतम करें अब जितनी प्राइमल वेरिएबलस होंगे उतने ही डुअल कंस्ट्रेंट होंगे यहां पर n स्क्वायर प्राइमल वेरिएबलस है n स्क्वायर डुअल कंस्ट्रेंट होंगे तो इस उदाहरण में 4 x 4 लेते हैं 16 डुअल कंस्ट्रेंट होंगे अब यह ui vj ≤ Cij के रूप में होंगे यह इसलिए क्योंकि यदि मैं Xij लेता हूं तो यह यहां i वे कंस्ट्रेंट और j वे कंस्ट्रेंट पर दिखेगा तो मैं ui vj रूप में लूंगा उद्देश्य फंक्शन Cij है तो ui vj ≤ Cij होगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ≤ होगा क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वेरिएबल से बड़ा या बराबर है तो से अधिक या बराबर वेरिएबल होने के परिणामस्वरूप डुअल में के बराबर या उससे कम कंस्ट्रेंट होगा जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या अधिकतम समस्या है तो ui vj ≤ Cij है और n स्क्वायर वर्ग या सोलह ऐसे कंस्ट्रेंट हैं एक बार फिर से ui और vj अप्रतिबंधित हैं क्योंकि प्राइमल कंस्ट्रेंट सभी समीकरण हैं हम पहले से ही अपने डुअलिटी में देख चुके हैं कि प्राइमल कंस्ट्रेंट एक समीकरण है संबंधित डुअल वेरिएबल अप्रतिबंधित होंगे इस समय जो बात दिलचस्प है वह है ट्रांसपोर्टेशन का डुअल असाइनमेंट समस्या ट्रांसपोर्ट समस्या के डुअल से काफी मिलती जुलती है सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्टेशन समस्या में ∑ aiui bjvj था लेकिन ui vj ≤ Cij परिवहन और असाइनमेंट दोनों के लिए समान है यह भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि असाइनमेंट समस्या परिवहन समस्या का एक विशेष रूप है हमने पहले ही देखा है कि समस्या एक परिवहन समस्या है जिसमें समान संख्या में सप्लाई प्वाइंट मतलब आपूर्ति बिंदु और डिमांड पॉइंट मतलब मांग बिंदु हैं और प्रत्येक आपूर्ति सप्लाई supply और प्रत्येक मांग डिमांड demand में एक इकाई होती है The most important thing is this ui vj ≤ Cij and we will use this and we will show how we have actually used this So we have now written the dual of the assignment problem To And we will use this dual of the assignment problem to explain why and how the Hungarian algorithm is actually optimum So whatever we did in terms of row minimum subtraction column minimum subtraction drawing these lines putting these ticks across the rows and columns They are all related to the u's and the v's And how they are related to the u's and the v's how and why the Hungarian algorithm is indeed optimum we will see this in the next class सबसे महत्वपूर्ण बात यह ui vj ≤ Cij है और हम इसका उपयोग करेंगे और हम बताएंगे कि हमने वास्तव में इसका उपयोग कैसे किया है तो हमने अब असाइनमेंट की समस्या के बारे में लिखा है और हम इस असाइनमेंट समस्या के लिए डुअल का उपयोग करके बताएंगे कि क्यों और कैसे हंगेरियन एल्गोरिथम वास्तव में इष्टतम है तो हमने पंक्ति न्यूनतम घटाव कॉलम न्यूनतम घटाव इन रेखाओं को खींचते हुए इन पंक्तियों और कॉलम पर टिक लगाया तो इसके संदर्भ में जो कुछ भी किया वे सभी u और v से संबंधित हैं और वे u और v से कैसे संबंधित है वास्तव में हंगेरियन एल्गोरिथ्म कैसे और क्यों इष्टतम है हम इसे अगली क्लास में देखेंगे